अभिवादन और इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनस पर टीएएलई मॉड्यूल 3 यूनिट 2 में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने इंस्ट्रक्शन की प्रकृति और कुछ विशेषताओं को समझा था इंस्ट्रक्शन किस बारे में है और उसके किन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें संक्षेप में देखा गया था हमने उसका एक सिंहावलोकन देखा था इंस्ट्रक्शन के पहले तत्वों में से एक यह समझना है कि निर्देश को कैसे वर्गीकृत किया जाए कई तरीके हैं हम इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनस को देखेंगे इस इकाई का मुख्य उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनस के तत्वों को समझना है इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनस से हमारा क्या तात्पर्य है इसे संदर्भ भी कहा जा सकता है क्योंकि आपके द्वारा पेश किया जाने वाला कोई भी पाठ्यक्रम एक संदर्भ में पेश किया जाता है उदाहरण के लिए सभी संस्थान समान नहीं हैं आखिरकार वे अलग अलग स्थानों पर भौतिक रूप से स्थित हैं और कक्षाओं में प्रत्येक संस्थान का प्रकार अलग अलग होगा प्रत्येक संस्थान में छात्र भी अलग अलग होंगे जो संकाय उपलब्ध हैं वे भी अलग होगा और इसी तरह और आगे इसलिए जिस संदर्भ में आप पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होगा एक इंस्ट्रक्शनल संदर्भ इंस्ट्रक्शनल सेटिंग्स और पर्यावरण को संदर्भित करता है यह छात्र जनसांख्यिकी सामाजिक परिवेश वित्तीय स्थिति और संस्थान के भीतर संगठन संबंध हो सकता है जिसके भीतर वास्तव में इंस्ट्रक्शन होता है शिक्षार्थी के लिए बाहरी सभी कारक प्रभावित करते हैं और परिभाषित करते हैं कि क्या कब कहाँ कैसे क्यों और किसके साथ व्यक्तिगत शिक्षार्थी निर्देश से सीखते हैं यदि आप एक आईआईटी और नए खुले ग्रामीण इंजीनियरिंग कॉलेज को लें तो संदर्भ समान नहीं हैं पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले शिक्षक पाठ्यक्रम के संचालन के लिए स्थिति या संदर्भ के प्रभाव को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते हैं कभी कभी आप यह लक्ष्य भी नहीं रख सकते कि एक संस्थान क्या कर सकता है भले ही विषय वस्तु लगभग एक ही हो सामूहिक रूप से सभी कारकों को एक साथ इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनस कहा जाता है मैं कैसे वर्गीकृत करूं वर्गीकरण कोई अनोखी बात नहीं है साहित्य में इन इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनस को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है इंस्ट्रक्शनल सिचुएशनस का व्यापक वर्गीकरण मूल्य और शर्तें हैं मूल्य हितधारकों द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले निर्देश के तत्वों को संदर्भित करते हैं क्योंकि विभिन्न संस्थानों के लिए हितधारक अलग अलग होते हैं उदाहरण के लिए एनआईटी पर विचार करें एनआईटी कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या एक गवर्निंग काउंसिल विभिन्न अकादमिक निकायों द्वारा शासित होता है और वहां बहुत सारी संरचना या हितधारकों की भूमिका होती है जिसे वे महत्वपूर्ण मानते हैं निजी तौर पर संचालित स्व वित्तपोषित कॉलेज से बहुत अलग होते हैं यहीं पर मुद्दा आता है किसी भी संस्थान में आपके कई हितधारक होते हैं जैसे प्रबंधन अकादमिक परिषद अध्ययन बोर्ड स्वयं शिक्षक छात्र माता पिता आदि इन हितधारकों में से प्रत्येक के प्रभाव के विभिन्न स्तर हैं कि इंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए लेकिन सभी हितधारकों के बीच इंस्ट्रक्शन के बारे में मूल्यों का संरेखण सहायक होता है यदि वे संरेखण में नहीं हैं इसका मतलब है कि प्रबंधन क्या उम्मीद करता है और शिक्षक क्या करना चाहता है यदि वे भिन्न हैं जाहिर है एक अच्छा इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है शिक्षक अभी भी प्रबंधन द्वारा तय किए गए निर्देशों का पालन कर सकता है लेकिन वह वास्तव में एक कोर्स करने में खुश नहीं होगा यदि यह अन्य हितधारकों के मूल्यों के साथ संरेखण में नहीं है शर्तें संदर्भ से संबंधित सभी कारक मूल्यों के अलावा जो शिक्षण विधियों की पसंद और उपयोग को प्रभावित करते हैं कई शर्तें जो मूल्यों के अलावा आती हैं कुछ यहां सूचीबद्ध हैं उम्मीद है कि वे उन सभी शर्तों के सभी मुद्दों को अवशोषित कर लेंगे जो निर्देश के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं वैल्यू सीखने के लक्ष्यों प्राथमिकताओं विधियों और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित हैं लर्निंग गोल्ज पाठ्यक्रम अपने आप में ही लर्निंग गोल है पाठ्यक्रम में कई पाठ्यक्रम परियोजनाएं आदि शामिल हैं लेकिन एक व्यक्तिगत शिक्षक के लिए विशेष रूप से परिणाम आधारित शिक्षा के संदर्भ में लर्निंग गोल्ज को परिणामों कार्यक्रम के परिणाम कार्यक्रम विशिष्ट परिणाम और पाठ्यक्रम के परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा पहले ही पीओ दिए जा चुके हैं पीएसओ व्यक्तिगत शिक्षक नहीं चुनते हैं यह एक विभाग है जो चुनता है सीओ के संबंध में शिक्षक स्वायत्त संस्थानों में के पास विकल्प है यदि यह एक संबद्ध कॉलेज है तो सीओ को भी एक बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा लिखा जाता है केवल सीओ लिखना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अपने लर्निंग गोल्ज को पूरा करते हैं ये परिणाम विवरण एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया के बाद लिखे जाने चाहिए क्योंकि सीओ का बयान अस्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाता है कि क्या किया जाना है लक्ष्य क्या होना चाहिए यह बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए कृपया टीएएलई मॉड्यूल 1 में देखें किसी भी समय या किसी भी कक्षा में एक कोर्स परिणाम निर्देश का केंद्र बिंदु बन जाता है क्योंकि जब मैं कक्षा में जाता हूं तो मैं एक पाठ्यक्रम के परिणाम को संबोधित कर रहा होता हूं जाहिर है उस सीओ द्वारा संबोधित पीओ और पीएसओ को ध्यान में रखते हुए उस सीओ के लिए निर्देश की योजना बनाई जानी चाहिए जिस पीओ के पीएसओ को उस सीओ द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है इस मुद्दे को मॉड्यूल 1 में विस्तार से खोजा गया है प्रायरिटी प्रायरिटी एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में भिन्न हो सकती हैं कई विश्वविद्यालयअध्ययन बोर्ड यह त्रुटि करते हैं किसी दिए गए पाठ्यक्रम के लिए सामग्री को अधिभारित करें सामग्री शिक्षक के लिए उपलब्ध सत्रों की संख्या से अनुपातहीन है जब सामग्री बहुत बड़ी होती है तो प्राथमिकता पाठ्यक्रम को पूरा करने की हो जाती है मैं कैसे जल्दी से कक्षा से भाग सकता हूं इसके बजाय सामग्री के हर हिस्से को संबोधित करें ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षक को यह विशेष अध्याय या खंड पूरा नहीं हुआ है" के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए इसलिए पाठ्यक्रम को पूरा करना प्राथमिकता बन जाता है कभी कभी उपलब्ध सत्र पर्याप्त नहीं होने पर भी लोगों को अतिरिक्त सत्र लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है फिर भी एक अन्य पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक होना चाहिए जो प्रबंधन या विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाएगा पास प्रतिशत कम नहीं हो सकता क्योंकि तब कॉलेज को अन्य परिणाम भुगतने होंगे कुछ मामलों में स्वायत्त संस्थान एक शिक्षक का थोड़ा अधिक नियंत्रण होता है लेकिन कोई भी विषयों के संबंध में त्रुटि कर सकता है क्योंकि कुछ विषयों के लिए शिक्षक की प्राथमिकता हो सकती है छात्रों को पाठ्यक्रम के कुछ चयनित भागों में महारत हासिल करने में सक्षम बनाना प्रायरिटी बन जाता है शिक्षक कुछ विषयों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानता है या वह उन विषयों को पसंद करता है किसी भी तरह शिक्षक दूसरों की तुलना में कुछ विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है जो शिक्षक की प्रायरिटी बन जाता है कभी कभी प्राथमिकता कमजोर छात्रों या कभी कभी बेहतर छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की हो सकती है यदि आप ऊबने वाले बेहतर छात्रों को निर्देश देने का एक विशेष तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं तो कमजोर छात्र उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं फिर शिक्षक को इनमें से किसी एक की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है प्रायरिटी एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में भिन्न होती हैं न केवल सामग्री के कारण बल्कि शिक्षक की वरीयता या अन्य हितधारकों की प्राथमिकताओं के कारण भी इंस्ट्रक्शन मेथड वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा मैं अपने छात्रों को सीखने में मदद कर रहा हूं सबसे पसंदीदा लगभग 99 प्रतिशत समय इंस्ट्रक्शन मेथड व्याख्यान है जिसे आप सूचना के एक तरफा हस्तांतरण भी कह सकते हैं जब आप व्याख्यान देते हैं तो शिक्षक कितना भी ज्ञानी क्यों न हो कक्षा में प्रस्तुतियाँ कितनी भी उपयोगी क्यों न हों कक्षा में अधिकांश समय सूचना के एक तरफ़ा हस्तांतरण में व्यतीत होता है हालाँकि शिक्षक के लिए बड़ी संख्या में इंस्ट्रक्शन मेथड उपलब्ध हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे उपलब्ध हैं इसका मतलब यह नहीं है कि उनका उपयोग किया जाता है और इसका मतलब यह नहीं है कि हर विधि सभी शिक्षकों द्वारा पसंद की जाती है प्रत्येक शिक्षक को वास्तव में इन इंस्ट्रक्शन मेथड में से कुछ का पता लगाना चाहिए और उन विषयों के संबंध में अपनी पसंद के आधार पर जिन्हें वह संभाल रहा है और उन्हें उन विधियों को अपना बनाना चाहिए वह विवरण में मामूली संशोधन कर सकता है लेकिन उसे बनाना होगा वह उन तरीकों का मालिक होगा और वे शिक्षा के उनके पसंदीदा तरीके बन जाएंगे तरीकों की पसंद समय भौतिक वातावरण पर ध्यान देना चाहिए हम वर्तमान में देखेंगे कि वह क्या है और वे कितने प्रभावी होंगे कभी कभी कुछ तरीके मोटे तौर पर संबोधित करते हैं कि व्याख्यान दिलचस्प और प्रेरक हो सकता है लेकिन प्रभावी नहीं है प्रभावी का अर्थ अभीष्ट अधिगम लक्ष्य को प्राप्त करना है यदि यह प्राप्त नहीं होता है तो आप सामान्यतया उसी दिशा में जा रहे हैं जो पर्याप्त नहीं है यह यथोचित रूप से कुशल होना चाहिए क्योंकि एक अवधारणा को संप्रेषित करने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए छात्रों के लिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्हें उस ज्ञान से जुड़ना चाहिए जो प्रस्तुत किया जा रहा है सगाई को निष्क्रिय सुनने तक सीमित नहीं होना चाहिए दुर्भाग्य से ज्यादातर समय यही होता है पावर किसके पास है स्वायत्त संस्थानों में प्रशिक्षक के पास पावर है निर्देश का फैसला करने की मूल्यांकन और मूल्यांकन में सामग्री या कम से कम काफी हद तक तय करने की शक्ति होती है उसका चारों भागों पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण है उदाहरण के लिए उसे सामग्री पर असीमित स्वतंत्रता नहीं है वह पाठ्यक्रम को डिजाइन कर सकता है और इसे विभाग अकादमिक समिति आदि द्वारा निरीक्षण कर सकता है और बाद में अध्ययन बोर्ड द्वारा निरीक्षण कर सकता है स्वायत्त संस्थानों में ज्यादातर मामलों में यह संभव है कि सामग्री के डिजाइन का पहला स्तर या सामग्री का चुनाव शिक्षक के पास है इसके बाद इंस्ट्रक्शन मूल्यांकन शिक्षक के हाथों में होता है विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान यह कुछ केंद्रीकृत निकाय हैं जैसे अध्ययन बोर्ड और अकादमिक परिषद या परीक्षा नियंत्रक जो दूर के स्थान पर हैंसामग्री मूल्यांकन तय करने की शक्ति रखते हैं शिक्षक के पास केवल इंस्ट्रक्शन पर अधिकार होता है कभी कभी उसके पास वह भी नहीं हो सकता है कुछ निजी संस्थानों में एचओडी के माध्यम से प्रबंधन के पास इंस्ट्रक्शन के कई पहलुओं पर अधिकार होता है चाहे यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो या केवल अस्पष्ट रूप से इसका आपके इंस्ट्रक्शन के संचालन के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा कंडीशन मैं यहां 5 सूचीबद्ध कर रहा हूं लेकिन आप और जोड़ सकते हैं या आप अन्य कंडीशन conditions ला सकते हैं जिन्हें यहां संबोधित नहीं किया गया है सामग्री संचार शिक्षार्थी सीखने का माहौल और विकास की बाधाएं ऐसी पांच स्थितियां हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कंटेंट सभी पाठ्यक्रम प्रकृति में समान नहीं हैं इसलिए एक इंस्ट्रक्शन मेथड जो एक प्रकार पर लागू होती है निश्चित रूप से किसी अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए सर्वोत्तम नहीं है पाठ्यक्रम वर्णनात्मक गणितीय वैचारिक या इंजीनियरिंग विज्ञान या इंजीनियरिंग या डिजाइन उन्मुख हो सकते हैं उदाहरण के लिए एक डिजाइन उन्मुख पाठ्यक्रम और एक गणित पाठ्यक्रम को समान शैलियों में नहीं पढ़ाया जा सकता है कंटेंट ही इंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रमुख शर्त है यदि आप भौतिक विज्ञान जैसा कोई कोर्स करते हैं जिसका मुझे कुछ अनुभव था तो वह कई शाखाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आप इसे किसी भी रूप में देखें या तो यह बहुत अधिक विज्ञान उन्मुख हो जाएगा या यह बहुत वर्णनात्मक हो जाएगा किसी भी तरह से एक इंजीनियरिंग छात्र को तुरंत उसमें कोई मूल्य नहीं दिखाई दे सकता है हम केवल यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम कहता है कि यह आपके लिए आवश्यक है लेकिन छात्र खुद अपनी शाखा में भौतिक विज्ञान के महत्व को महसूस नहीं करता है खासकर जब यह दूसरे या तीसरे सेमेस्टर के स्तर पर पेश किया जाता है इन वर्णनात्मक पाठ्यक्रमों में इंस्ट्रक्शन देना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि कोई भी छात्र वास्तव में कुछ ऐसी सामग्री को सुनना जारी नहीं रखना चाहता जहां कोई समस्या हल न हो या वह तुरंत यह नहीं देखता कि उसका मूल्य क्या है यह एक आवश्यक बुराई की तरह है जिससे उसे गुजरना पड़ता है इसे मनोरंजक बनाना शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है आपके पास ऐसे पाठ्यक्रम भी हो सकते हैं जो प्रकृति में अत्यधिक गणितीय हैं औरया कई अमूर्त अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना मुश्किल है इस तरह के पाठ्यक्रम को निर्देश देना एक अलग तरह से चुनौतीपूर्ण है आप इसे अपने विद्यार्थियों के उस स्तर तक कैसे लाते हैं जहां वे सीखने में सहज महसूस करते हैं कुछ पाठ्यक्रम विभिन्न कारणों से चुनौतीपूर्ण हैं उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम सर्किट थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर विचार करें हर कोई मानता है कि वे आवश्यक हैं लेकिन अधिकांश छात्रों के लिए उन्हें उस तरह से रुचिकर नहीं लगता जिस तरह से इसे आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रक्रिया में जब वे सभी अवधारणाओं और संबंधित गणित को अवशोषित नहीं करते हैं वे उन पाठ्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं यह स्पष्ट है कि सभी पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रम के परिणामों के संदर्भ में वर्णित किया जाना है आप विषयों की एक सूची भी दे सकते हैं लेकिन आज के परिणाम आधारित शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम के परिणामों के रूप में वर्णित करना होगा कम्युनिकेशन शिक्षण प्राथमिक रूप से एक संचार प्रक्रिया है आप छात्र को कुछ बता रहे हैं इसका मतलब है कि आप छात्रों को एक संदेश दे रहे हैं और यदि छात्रों को उस संदेश को आंतरिक करना है या उन्हें संदेश को समझना है इसलिए कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों की कम्युनिकेशन और संचार क्षमता के नियम परिणामों की प्राप्ति को प्रभावित करेंगे संचार क्षमता एक शिक्षक के रूप में आप यह पता लगा सकते हैं कि पूरे स्पेक्ट्रम बहुत खराब से बहुत अच्छा शिक्षकों के समुदाय द्वारा कवर किया गया है दुर्भाग्य से जब कोई आजीविका की शुरुआत में इतना अच्छा नहीं होता है तो बहुत कम लोग अपनी संचार क्षमता में सुधार करने का प्रयास करते हैं वे बस शुरू करते हैं और संभवतः अपने पूरे आजीविका में लगभग एक ही स्थान पर रहते हैं छात्रों के पास भी नहीं हो सकती है पर्याप्त संचार क्षमता क्योंकि अंग्रेजी या संप्रेषित भाषा में उनकी सुविधा पर्याप्त नहीं हो सकती है इसलिए वह कक्षा में बोले जाने वाले प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द को नहीं समझ सकता है छात्रों और शिक्षकों दोनों की इस संचार क्षमता का परिणामों की प्राप्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा लेकिन शिक्षक निर्देशात्मक बातचीत की संरचना और दिशा निर्धारित करता है आपके पास कई निर्देशात्मक वार्तालाप हैं इन वार्तालापों का अर्थ यह होगा कि यदि आप विद्यार्थियों को आपसे प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं तो छात्र एक प्रश्न पूछेंगे फिर आप उत्तर देंगे या अन्य बार जब आप प्रस्तुत कर रहे हैं और छात्र सुन रहा है या संभवतः स्पष्टीकरण मांग रहा है लेकिन इन निर्देशात्मक वार्तालापों की संरचना या नियम आमतौर पर शिक्षक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं प्रत्येक शिक्षक शुरुआत में या तो स्पष्ट रूप से इन नियमों को बताता है उदाहरण के लिए एक छात्र को पता चल जाएगा कि वह वास्तव में किस कक्षा में प्रश्न पूछ सकता है और किस कक्षा में नहीं शिक्षक इन वार्तालापों की संरचना और दिशा निर्धारित करता है भारत जैसे देशों में कम्युनिकेशन की भाषा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है सबसे पहले तो अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है हम सब अपनी अपनी भाषाओं में पले बढ़े हैं कुछ विशेषाधिकार प्राप्त छात्र प्राथमिक से 12 वीं कक्षा तक अंग्रेजी में अपनी शिक्षा करते हैं कुछ इसे स्थानीय भाषाओं में करते हैं जब तक वे इंजीनियरिंग जैसे पेशेवर कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं तब तक अंग्रेजी की सुविधा सभी छात्रों के लिए एक समान नहीं होती है छात्रों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अंग्रेजी के साथ सहज नहीं है लेकिन सभी सीखने के संसाधन अंग्रेजी में उपलब्ध हैं किताबें महंगी नहीं हैं इंटरनेट पर विभिन्न रूपों में बहुत सारी जानकारी है इसलिए सीखने के संसाधनों की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है कुछ साल पहले पाठ्यपुस्तकों तक पहुंच एक मुद्दा था जब तक कि पुस्तकालय बड़ी संख्या में पाठ्यपुस्तकों की प्रतियों को संग्रहीत नहीं करता था इंस्ट्रक्शन मूल्यांकन और छात्रों के जवाब अंग्रेजी में होने चाहिए और अधिकांश संस्थानों में कोई विकल्प नहीं है अधिकांश भारतीयों के लिए अंग्रेजी मूल भाषा नहीं है छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी अंग्रेजी में धाराप्रवाह संवाद नहीं कर रहे हैं उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक अंग्रेजी में बहुत धाराप्रवाह नहीं है तो शिक्षक के साथ संवाद करने में त्रुटियां हो सकती हैं ये त्रुटियां कभी कभी या तो छात्र द्वारा पहचानी जाती हैं और कभी कभी वे नहीं किसी भी तरह से यह छात्र द्वारा सीखने को प्रभावित करेगा यदि छात्र अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है और उसके ऊपर शिक्षक अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से धाराप्रवाह नहीं है तो छात्रों द्वारा समझने में त्रुटियां भी हो सकती हैं इतना धाराप्रवाह नहीं एक शिक्षक एक छात्र से संवाद कर रहा है जो अंग्रेजी में इतना सक्षम नहीं है किसी भी संख्या में गलतफहमियों और त्रुटियों का स्रोत है बोर्ड पर लिखी गई और स्लाइड में प्रस्तुत की गई भाषा की त्रुटियों के कई प्रभाव हो सकते हैं किसी भी छात्र की पहली प्रवृत्ति होती है कि शिक्षक जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उसे सही मान ले यदि छात्र अंतर्विरोधों को देखता भी है तो वह उससे उठ सकता है या नहीं उठ सकता है सभी छात्र अपने साथ वह सब कुछ ले जाते हैं जो बोर्ड पर लिखा होता है या स्लाइड में प्रस्तुत किया जाता है कभी कभी अपने पूरे जीवन में और जब तक वे एक साक्षात्कार का सामना नहीं करते हैं और साक्षात्कारकर्ता प्रस्तुतियों में दोष ढूंढ सकता है इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और भारतीय भाषा माध्यम में 12 वीं कक्षा से स्नातक करने वाले छात्रों को अंग्रेजी में संचार क्षमताओं में सुधार करने के लिए कई विशेष औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों के बावजूद मुद्दों की संभावना है कई कॉलेजों ने यह सुनिश्चित करने के लिए भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं कि इस अंतर को भर दिया गया है लेकिन यह अंतर उनके द्वारा किए जा सकने वाले सर्वोत्तम प्रयास से भरा गया है लेकिन जब तक छात्र जबरदस्त प्रयास नहीं करते हैं तब तक भाषा का अंतर आसानी से हल नहीं होता है कुछ शिक्षक केवल छात्रों को साथ ले जाने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे हालाँकि आप बोर्ड पर अंग्रेजी में कुछ लिख सकते हैं लेकिन आप स्थानीय भाषा का अधिक उपयोग करते हैं और निश्चित रूप से अंग्रेजी में तकनीकी शब्दों का उपयोग करते हैं यह किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है लेकिन तीसरे सेमेस्टर के बाद ऐसा करना छात्रों के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि छात्रों को प्लेसमेंट साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है और सभी पेशेवर गतिविधियां जो उन्हें करने की आवश्यकता होती हैं वे सभी अंग्रेजी में आयोजित की जाती हैं यदि आप प्लेसमेंट साक्षात्कार में भाग लेने के समय तक संतोषजनक स्तर तक नहीं हैं और आप परियोजना रिपोर्ट लिखने के चरण में आते हैं तो छात्र एक महत्वपूर्ण नुकसान में है यह एक ऐसी समस्या है जहाँ आप अपनी उच्च शिक्षा जिस भाषा में करते हैं वह आपकी मातृभाषा के समान नहीं है पहले सेमेस्टर से ही छात्र को लिखित में कई अभ्यास दिए जाने चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए केवल अभ्यास नहीं देना चाहिए बल्कि उसमेंयोगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए छात्र के प्रदर्शन का छात्र को व्यापक रूप से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अंग्रेजी में व्यापक रूप से पढ़ने से आपकी भाषा में काफी सुधार होगा लर्नर्स अधिकांश संबद्ध कॉलेजों में छात्र सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं और प्रेरणाओं की विस्तृत श्रृंखला से आते हैं उच्च शिक्षा का विस्तार किया गया है और उसके ऊपर विभिन्न राजनीतिक या सामाजिक कारणों से प्रवेश बाधाओं को अपर्याप्त रूप से कम किया गया है जो पास हो गया वह इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए पात्र है नतीजतन क्या होता है कई कॉलेजों में निम्न संज्ञानात्मक क्षमता और प्रेरणा वाले छात्र मिलते हैं खराब संज्ञानात्मक क्षमता वाले छात्रों को इंजीनियरिंग विशेष रूप से गणितीय विषय पढ़ाना तब तक एक चुनौती है जब तक कि छात्र सहयोग करने को तैयार न हों उदाहरण के लिए प्रवेश परीक्षा रैंक और उनकी सीमा छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक अनुमानित संकेत है इसे प्रतिनिधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है अन्यथा आपको बहुत जटिल सर्वेक्षण औरया परीक्षण करने होंगे इसके अलावा माता पिता के दबाव के कारण कई शाखाएँ व्यावहारिक रूप से यह सभी शाखाओं के लिए सामान्य है यह छात्रों की संख्या नगण्य नहीं है आपको उचित संख्या में ऐसे छात्र मिलते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग के लिए कोई प्रेरणा नहीं है क्योंकि वे यहां माता पिता के दबाव के कारण हैं जब किसी को इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और आप उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो वह शिक्षक कॉलेज और माता पिता दोनों के लिए एक दायित्व बन जाता है इन सभी श्रेणियों में छात्रों के वितरण द्वारा एक संदर्भ की विशेषता होती है और यदि संदर्भ इन सभी मापदंडों पर बहुत व्यापक रूप से वितरित किया जाता है तो यह शिक्षक के लिए एक चुनौती बन जाता है लर्निंग एनवायरमेंट इसके भौतिक सामाजिक और भावनात्मक आयाम हैं भौतिक वातावरण सीखने का स्थान है भारत के अधिकांश कॉलेजों में विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में कक्षाओं में पंखे चल रहे होते हैं और पृष्ठभूमि के शोर को जोड़ते हुए छात्र शायद ही शिक्षक को कुछ पंक्तियों की दूरी पर सुन पाते हैं बहुत कम संस्थानों में कक्षाओं को वातानुकूलित करने की सुविधा है जैसा कि छात्रों के पास कई मुद्दे हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं उसके ऊपर यदि वे शिक्षक को ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं और यदि शिक्षक छात्रों का ध्यान खो देता है तो यह सीखने का अंत है अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं तो सीखने का कोई सवाल ही नहीं है फर्नीचर की कुछ व्यवस्थाएँ कुछ प्रकार की निर्देशात्मक गतिविधियों की अनुमति नहीं देती हैं वाई फाई की उपलब्धता या अनुपलब्धता और इंटरनेट उपकरणों के लिए बिजली तक पहुंच का उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों के प्रकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा तब आप ब्लैकबोर्ड का उपयोग करने तक ही सीमित रहते हैं या यदि आपके पास केवल पीपीटी प्रस्तुत करने के लिए प्रोजेक्टर है सोशल डायमेंशन ऑफ द क्लासरूम यह ज्ञात है कि हम सभी सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से बेहतर सीखते हैं छात्र कक्षा के बाहर एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे उनमें से कई एक दूसरे के साथ बातचीत करना और सीखना चाहेंगे सीखने के माहौल को भी परिणाम के लिए आवश्यक थिंक पेयर शेयर ग्रुप डिस्कशन ग्रुप प्रोजेक्ट्स जैसी निर्देशात्मक विधियों की अनुमति देनी चाहिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको अच्छी तरह से समूह बनाने होंगे यदि आप चाहते हैं कि समूह परियोजना हो समूह चर्चा प्रभावी हो तो समूह निर्माण का सही प्रकार होना चाहिए अन्यथा शिक्षण पद्धति फिर से बेकार हो जाएगी इमोशनल सपोर्ट सबसे पहले आप जो भी वातावरण बना रहे हैं जो शिक्षक द्वारा प्रमुख रूप से बनाया जाना है क्या छात्र इसे भावनात्मक रूप से सहायक बन पाता है उदाहरण के लिए ग्रामीण या वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हालांकि वे उचित रूप से सक्षम हैं उनमें हमेशा आत्मविश्वास की कमी होगी वास्तव में विश्वास के इस स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम लागू किए गए हैं लेकिन यह सभी के लिए नहीं किया जा सकता है सहायता प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे और अधिक डरपोक न हो जाएं और पीछे हट जाएं किसी को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ गतिविधियां कुछ तंत्र प्रदान करना होता है उन्हें सवाल उठाने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए गलती होने पर उनका उपहास नहीं करना चाहिए कक्षा में बड़ी संख्या में प्रेरणाहीन छात्रों की उपस्थिति हमेशा शिक्षक के लिए एक चुनौती पेश करेगी क्योंकि उन्हें कक्षा में खुद को शामिल करना होगा क्योंकि उपस्थिति अनिवार्य है वे अन्य गतिविधियाँ कर रहे होंगे और अन्य लोगों को परेशान कर रहे होंगे कई टियर 2 कॉलेजों में अप्रेषित छात्रों को कक्षा में जीतना हर शिक्षक को संबोधित करना होगा डिवेलपमेंट कंस्ट्रेंट्स एक शिक्षक को थोड़े समय के सूचना के साथ एक पाठ्यक्रम तैयार करने और पेश करने के लिए कहा जा सकता है और यह एक चुनौती बन सकता है भले ही इंटरनेट पर सीखने के संसाधन उपलब्ध हों लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों के संबंध में कम से कम धन की कमी हो सकती है अभ्यास इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन या आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के संदर्भ को उसके मूल्यों और शर्तों के संदर्भ में पहचानें हमने समझाया है कि किन मूल्यों और शर्तों को शीर्षकों के लिए बिल्कुल सख्त होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप निर्देशात्मक संदर्भ की पहचान कर सकते हैं और यदि आप अपने अभ्यास के परिणामों को साझा कर सकते हैं तो हम सराहना करेंगे अगली इकाई में हम देखेंगे कि मस्तिष्क में सीखने के बाद मस्तिष्क कैसे सीखता है और प्रत्येक शिक्षक को इस बात का कुछ ज्ञान होना चाहिए कि मस्तिष्क कम से कम हमारी वर्तमान समझ के स्तर पर कैसे कार्य करता है और इसका कितना प्रभाव पड़ता है ध्यान देने के लिये धन्यवाद